अब इन अधिकारों के माध्यम पर एक त्वरित दृष्टि डालते हैं कि वे क्या प्रकट करते हैं पेटेंट विशेष अधिकार प्रदान करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि विशिष्टता का मतलब है कि यह दूसरों को बिक्री करने अधिकार बनाने बेचने उपयोग करने आयात और बिक्री के लिए पेशकश से रोकने की क्षमता रखता है और सही समय अवधि के लिए मौजूद होता है जो बीस साल है आवेदन की तिथि के बाद यह सार्वजनिक डोमेनमें आता है इसलिए जो कुछ भी पेटेंट के विषय वस्तु के दायरे में आता है हर कोई इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा कॉपीराइट भी एक विशेष अधिकार है जो सरकार द्वारा उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां आप पंजीकरण चाहते हैं मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है यदि आपको कुछ कार्य प्रकाशित करना है तो आपको केवल कॉपीराइट नोटिस डालने की आवश्यकता है जिसमें एक सर्कलके भीतर C आपका नाम और प्रकाशन का वर्ष होता है आप अधिकांश कार्यों पर अपनी कॉपीराइट सूचना देखेंगे और यह आपको स्वयं यह अधिकार देता है यह एक व्यवस्था के कारण किया जाता है आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं और निर्माता होने का दावा कर सकते हैं तो कॉपीराइट सरकार द्वारा पंजीकरण पर या नोटिस के साथ निर्माण पर लागू होता है स्टूडेंट मुझे बताया कि रजिस्ट्रेशन भी करना है इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में हमारे पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं इन पर सिर्फ कॉपीराइट नोटिस पर्याप्त हैं उन्हें अलग से रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है आज सभी कॉपीराइट वाली वेबसाइटों को देखें यदि आप निजी तौर पर आयोजित वेबसाइटों कंपनी कॉर्पोरेट वेबसाइटों पर जाते हैं तो वे कहेंगे कि इस वर्ष से उस वर्ष तक कॉपीराइट कंपनी के नाम है जिसका अर्थ है कि वेबसाइट पर डाला गया सब कुछ कॉपीराइट है और पुनर्निर्माण केवल तकनीकी रूप से अनुमति के साथ किया जाना चाहिए लेकिन वेबसाइट के साथ मुद्दा यह है कि मुझे कुछ भी कॉपी या पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है मैं सीधे उस वेबसाइट पर hyperlink दे सकता हूँ इसलिए इस अर्थ में कॉपीराइट इन्टरनेट पर अप्रासंगिक है क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट से हाइपरलिंक दे सकता हूं और उस व्यक्ति के भाषण सुन सकता हूं छात्र लेकिन अभी भी उस पृष्ठ में अन्य व्यक्तियों का logo है लोगो ट्रेडमार्क द्वारा संरक्षित है लेकिन मुद्दा यह है कि लोग काॅपीराइट पर ध्यान नहीं देते और चीजों को कॉपी करते हैं और इसे किसी और की वेबसाइट के रूप में डाल देते हैं तो यह उद्देश्य है लेकिन अगर मुझे मर्सिडीज बेंज की वेबसाइट या टाटा मोटर की वेबसाइट को संदर्भित करना है तो मैं सिर्फ हाइपरलिंक कर सकता हूं और लोग उस पेज से पढ़ सकते हैं छात्र इसकी कितनी अवधि है या वे उसी नाम से दूसरा नहीं ले सकते यह कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता है यह एक अलग पंजीकरण है जैसे कि कंपनी का नाम का पंजीकरण करना कॉपीराइट कानून के तहत नहीं आता है कंपनी के अधिनियम में इसके लिए एक संज्ञा है एक डोमेन नाम पंजीकृत करना कॉपीराइट कानून के तहत नहीं आता है एक पंजीकरण सेवा का एक क्षेत्र है जहां आप निजी लिंक की तरह जा सकते हैं इसे प्रबंधित कर सकते हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप उस नाम को नवीनीकृत करते रहेंयह आपके पास हो सकता है तो वे चीजें हैं यह कॉपीराइट का विषय नहीं है कुछ उद्योग व्यवस्था या कुछ अन्य क़ानून जैसे कि कंपनी अधिनियम जिसके द्वारा आप कंपनी का नाम पंजीकृत कर सकते हैं और अब ये अधिकार कई चीजों से संबंधित हैं जैसा कि मैंने कहा था कि प्रकाशित प्रदर्शन रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं और इस बात पर निर्भर करता है कि विषय क्या है इसकी अवधि लेखक की जीवन अवधि होती है 60 साल से ऊपर सृजन की तारीख से लेखक की मृत्यु तक और वहाँ से 60 साल छात्र क्या कोई संस्थान है कुछ देशों में सृजन की तिथि 60 से ऊपर साल है कुछ देशों में यह 50 है यह अमेरिका में 60 से अधिक है इसलिए हालांकि सार्वभौमिक रूप से आप देखेंगे कि कॉपीराइट के शब्द के रूप में कुछ स्वतंत्रता हो सकती है और काॅपीराइट की अवधि अलग अलग हो सकती है यदि आप कॉपीराइट उत्पाद बनाते हैं और कई अधिकार क्षेत्र में कॉपीराइट रखते हैं तो यह भिन्न हो सकता है क्योंकि देशों में हमारे पास ऐसा आदेश नहीं है कि कॉपीराइट सभी देशों में समान हो ट्रेडमार्क अनन्य अधिकार हैं उनकी सरकार द्वारा पुष्टि की जाती है आपके लिए उन्हें पंजीकृत करना संभव है या यह उपयोग द्वारा स्थापित किया जाता है यदि कोई चिह्न यूरोप में उपयोग किया जाता है और धीरे धीरे यहां आ रहा है जैसे कि IKEA लेकिन IKEA का उपयोग यूरोप में किया गया है और मान लें कि IKEA ने भारत में कुछ नहीं बेचा यदि कोई भारतीय निर्माता IKEA का उपयोग करना शुरू कर देता है तो IKEA उस व्यक्ति को आकर रोक सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उपयोग द्वारा निशान पर एक अधिकार स्थापित किया गया है और उनके पास एक प्रतिष्ठा है और कानून की एक और शाखा है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि कानून लोगों को इसे इस्तेमाल करने से रोकने के लिए IKEA के बचाव में आ सकता है हालांकि उनका यहां व्यवसाय नहीं है और उन्होंने इसे भारत में पंजीकृत नहीं किया हो इस प्रकार यह संभव है इसलिए जब हम ट्रेडमार्क कहते हैं तो हम इसमें उपयोग करने का अधिकार भी शामिल करते हैं जो कि आप अपने अधिकार की रक्षा कानून पास होने के माध्यम से कर सकते हैं छात्र अगर मैं भारत में ट्रेडमार्क 20 साल या 30 साल तक लंबे समय तक पंजीकरण नहीं करवाता तो क्या मैं इसका कानूनी उपयोग कर सकता हूं हां पास होने का कानून अभी भी आपकी मदद के लिए आएगा क्योंकि आप इसे व्यापार में इस्तेमाल कर रहे हैं हालांकि आपने इसे पंजीकृत नहीं किया है और आपकी कुछ ऐसी प्रतिष्ठा है जो इसके कारण आती है हम कुछ ऐसे मामलों को जानते हैं जहां लोग पुराने व्यवसायों में शामिल हैं वे इसके लिए अपना पंजीकरण नहीं करते हैंया तो व्यापार बहुत छोटा था या जो भी कारण हो फिर अगली पीढ़ी व्यवसाय लेती है और वे इसे व्यापक बनाने और सभी स्थानों पर ले जाने में सक्षम है उस बिंदु पर वे एक पंजीकरण के लिए जा रहे हैं क्योंकि नई अगली पीढ़ी को इन अधिकारों के बारे में पता है और वे पंजीकरण के लिए जाते हैं वे उस निशान का आनंद लेते हैं बिना पंजीकरण के भी वे किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने से रोक सकते हैं क्योंकि आप कुछ चीजों का उपयोग कर रहे हैं और लोग आपको इसके द्वारा जानते हैं और आप इसका उपयोग करने से लोगों को रोक सकते हैं इसलिए पंजीकरण के बिना भी अधिकार एक प्रतीक के शब्दों और निशान के रूप में खुद को व्यक्त करता है इसलिए ट्रेडमार्क कुछ ऐसा चिह्न है जिसके द्वारा आपके उत्पादों और सेवाओं को दुनिया द्वारा पहचाना जाता है इसलिए जब हम साधारण नमक के एक पैकेट पर टाटा का निशान देखते हैं तो हम जानते हैं कि इसे किसने बनाया है जब हम एक ऑटोमोबाइल पर वही चिह्न देखते हैं तो हम जानते हैं कि किसने बनाया है हम उसी चिह्न को कंपनी TCS पर भी देखते हैं हमें पता है कि यह एक समूह से संबंधित चिन्ह है तो निशान हमें निर्माता की पहचान करने में मदद करता है और माल की उत्पत्ति और सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ निशानों का सम्मान नहीं किया जाता है वहां जगह जगह भयंकर चोरी और नकली माल होंगे क्योंकि लोग अब एक कार को टाटा की कार या वे टाटा के उत्पादों के रूप में उत्पादों को पारित करेंगे इसलिए उन उत्पादों की विश्वसनीयता के संबंध में मुद्दे होंगे और साथ ही कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि यदि आप देखते हैं कि व्यवसायों को प्रतिष्ठा पर चलाया जाता है और किसी प्रतिष्ठा को सालों में बनाया जाता है कभी कभी किसी को प्रतिष्ठा बनाने में कई साल लग जाते हैं निशान किसी व्यवसाय के लिए एक ambassador बन जाते हैं इसलिए जब वे निशान देखते हैं क्योंकि बहुत अधिक प्रतिष्ठा इस निशान के कारण होती है इस चिह्न के द्वारा कंपनी अपनी पहचान बनाती है इसलिए जब कोई अन्य चिह्न का उपयोग करते हैं तो वे गुणवत्ता देने में सक्षम नहीं होते हैं भले ही वे गुणवत्ता दें फिर भी निशान धारक आ सकता है और दूसरों को इसका उपयोग करने से रोक सकता है इसकी ब्रांडिंग के भी कुछ मुद्दे हैं कभी कभी कुछ निशान होते हैं जो अच्छी तरह से ज्ञात हैं और अच्छी तरह से स्थापित हैं एक रीब्रांडिंग के लिए जा सकते हैं वे इसे दिखने के तरीके को बदलने का निर्णय ले सकते हैं और इसके पास बहुत सारे ट्रेडमार्क मुद्दे हैं क्योंकि मौजूदा चिह्न अभी भी कम्पनी के पास है क्योंकि वे चाहते हैं कि जब कोई चिह्न बंद हो तो उस चिह्न का उपयोग करने के लिए इसे दूसरों के लिए नहीं खोला जाएगा एक पेटेंटइसके विपरीतसमाप्त हो जाता है और public domain में आ जाता है क्योंकि अभी भी यह कंपनी चाहती है कि अन्य लोग चिह्न का उपयोग न करेंवह अभी भी इसे जीवित रखेंगे उदाहरण के लिए आपने देखा कि एयरटेल एक अलग logo द्वारा जाना जाता है कुछ साल पहले एयरटेल लिखा जाता था अब उनके पास एक प्रतीक है हाँ अब उनके पास एक प्रतीक है अब उन्होंने इसका परिवर्तन किया है जाहिर है यह व्यावसायिक कारणों से किया गया एक परिवर्तन था लेकिन सिर्फ इसलिए कि एयरटेल ने परिवर्तन किया एयरटेल लोगों को अपने स्वयं के निशान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और एयरटेल दूसरों को अपने स्वयं के निशान का उपयोग करने से रोक सकता है पेटेंट के साथ ऐसा नहीं है यदि पेटेंट समाप्त हो गया है या किसी भी कारण से रद्द कर दिया जाए जब हर कोई उसका उपयोग कर सकता है छात्र एयरटेल स्वयं के चिह्न की समीक्षा के लिए भुगतान करता है हां अगर यह इसे जीवित रखे हुए है और मुझे लगता है कि वे इसे जीवित रख रहे हैं तो मैं ऐसा अनुमान लगाऊंगा क्योंकि यदि वे इसे जीवित नहीं रखते हैं तो दूसरों के लिए इसका उपयोग करने का एक कारण हो सकता है लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि एयरटेल केवल शब्द ही का एक नहीं ट्रेडमार्क का विषय है इसलिए जो कोई भी किसी भी फ़ॉन्ट में एयरटेल का उपयोग करता है उसे अभी भी उनके trademark द्वारा पकड़ा जा सकता है लेकिन आप जिस प्रतीक को जानते हैं वह परिवर्तित हो गया है छात्र स्वास्थ्य पद्धति की सभी प्रक्रियाओं को पारस्परिक गुणों से संरक्षित किया जा सकता है उपचार की एक चिकित्सा पद्धति है जिसे भारतीय अधिनियम के तहत संरक्षण से छूट दी गई है धारा 3 उपचार के तरीकों को संरक्षित करने की अनुमति नहीं देती है और इसके कुछ ठोस कारण हैं जब हम पेटेंट के मुद्दे पर आते हैं तो हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं डिजाइन एक विशेष अधिकार है जिसे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है जिसका अर्थ है कि इसमें पंजीकरण शामिल है यह अधिकार shape configuration pattern आदि से संबंधित है जो स्वभाव से एस्थेटिक है जो आंख को भाता है जिसमें कार्यात्मक सीमा शामिल नहीं है क्योंकि यदि कोई कार्यात्मक तत्व है तो यह एक अन्य पेटेंट अधिकार के दायरे में आता है और ये अधिकार वो अधिकार नहीं जिन्हें कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि अगर कॉपीराइट द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है तो यह कॉपीराइट का एक विषय है कोई भी इस कम अवधि के लिए नहीं इसे नहीं करवाएगा इसलिए यदि आपके पास एक डिज़ाइन है और यदि किसी माध्यम से आप कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं तो आप अपने कॉपीराइट के माध्यम से लोगों को उस डिज़ाइन का उपयोग करने से रोक सकते हैं क्योंकि यह एक कलात्मक कार्य है जिसे आप कह सकते हैं कि आपके कलात्मक कार्यों का उल्लंघन है सुरक्षा आपके जीवन के साथ साथ 60 साल है छात्र यह अलग क्यों है यह औद्योगिक डिजाइन एक अन्य उद्देश्य के लिए है हम अब हम कलात्मक कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि इंटरलॉकिंग टाइल्स या टीएमटी स्टील बार उनके पास कुछ नए डिजाइन हैं छात्र इंजीनियरिंग डिजाइन एक इंजीनियरिंग डिजाइन भी एस्थेटिक होते हैं लेकिन उदाहरण के लिए एक बोतल का आकार ऐसा नहीं है आप तर्क दे सकते हैं कि बोतल के आकार में एक कार्यात्मक तत्व होता है लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी बोतलें इस अर्थ में कार्यात्मक कार्य करती हैं लेकिन हम किसी प्रकार एक प्रकार का डिजाइन देख रहे हैं जो बोतल को विशिष्ट बनाता है तो यह काफी हद तक बड़े पैमाने पर उत्पादित माल है जो इस श्रेणी में आते हैं और फिर से यह बौद्धिक संपदा अधिकारों में सबसे कमजोर है क्योंकि इसे लागू करने पर प्रतिबंध हैं आप लोगों को काम करने से नहीं रोक सकते हैं और आपके नुकसान भी सीमित हैं हम उसके बारे में बात करेंगे छात्र कपड़े बड़े पैमाने पर तैयार किए गए कपड़े या कुछ भी हैं जो सौंदर्यवादी रूप से आकर्षक हैं कुछ भी किया जा सकता है हां गहने कोई भी वस्तु जिसका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है वह इसके अंतर्गत आ सकती है